मॉड्यूल 1 की इकाई 14 का अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स पर अभिवादन और स्वागत है यह टैक्सोनॉमी ऑफ़ लर्निंग से संबंधित व्याख्यान है पिछले सत्र में जो यूनिट 13 है हमने ज्ञान की प्रकृति को समझा जो इंजीनियरिंग के लिए विशिष्ट है और इंजीनियरिंग ज्ञान की श्रेणियों के महत्व को समझा यदि आप अंतर करना चाहते हैं यदि आप इंजीनियरिंग की विशिष्ट प्रकृति को देखना चाहते हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विन्सेंटी द्वारा प्रस्तावित इंजीनियरिंग ज्ञान की श्रेणियों को संबोधित करना है और यह इकाई में हम अफेक्टिव डोमेन की प्रकृति और महत्व को समझने का प्रयास करते हैं साइकोमोटर डोमेन की प्रकृति को समझें अब इस समय में यह स्वीकार किया जाता है कि हमारे सीखने में अफेक्टिव डोमेन की प्रमुख भूमिका है लेकिन हम अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि अफेक्टिव डोमेन को सीखने में कैसे एकीकृत किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कॉग्निटिव लर्निंग ठीक से हो जबकि साइकोमोटर डोमेन की प्रकृति कम प्रमुख है या आप इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के संदर्भ में कम महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम इन दोनों अफेक्टिव डोमेन के साथ साथ साइकोमोटर डोमेन देखेंगे कुछ उप प्रक्रियाएं जो इसमें शामिल हैं लेकिन हम विस्तार में देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं और अफेक्टिव लर्निंग और साइकोमोटर लर्निंग के लिए परिणाम लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स के शिक्षक को अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की भूमिका के बारे में पता होना चाहिए और जहाँ भी संभव हो वहाँ अध्यापक द्वारा अफेक्टिव लर्निंग से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जो छात्र द्वारा सीखने की गुणवत्ता को बहुत बढ़ाएगा ये दो परिणाम हैं जिन्हें हम यहां संबोधित करेंगे अब हम जिस शब्द का उपयोग करते हैं वह नॉन कॉग्निटिव कारक है जिसका अर्थ है कि अफेक्टिव और साइकोमोटर दोनों और यदि आप स्पिरिचुअल डोमेन को जोड़ना चाहते हैं गतिविधियों के कारक जिन्हें नॉन कॉग्निटिव कारक कहा जाता है व्यापक शोध है जो स्कूल शिक्षा से उच्च शिक्षा तक नॉन कॉग्निटिव कारकों की भूमिका की खोज में किया गया था और अब तक अनुसंधान से पता चलता है कि नॉन कॉग्निटिव कारक और कौशल समान रूप से या शिक्षाप्रद प्रक्रिया और रोजगार क्षमता में कॉग्निटिव पहलुओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि आप नॉन कॉग्निटिव कारकों की देखभाल करने में सक्षम हैं तो हम कॉग्निटिव स्तर पर बेहतर सीखने में सक्षम हो सकते हैं और साथ ही यह हमारे रोजगार की क्षमता को भी बढ़ाएगा और ये नॉन कॉग्निटिव कारक कौन से हैं फिर ये कुछ सांकेतिक नाम हैं जरूरी नहीं कि सटीक नाम लेकिन धैर्य तप जिज्ञासा व्यवहार स्वयं अवधारणा आत्म प्रभावकारिता चिंता का मुकाबला करने की रणनीति प्रेरणा दृढ़ता आत्मविश्वास अक्सर नॉन कॉग्निटिव कारकों के रूप में संदर्भित होते हैं और इन कारकों में से कई अफेक्टिव डोमेन में आते हैं अब समझने के लिए अफेक्टिव डोमेन ज्यादातर अनुभूति और भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और यह आमतौर पर दी गई घटनाओं वस्तुओं व्यवहार नीतियों या स्थितियों के लिए सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है इस पर लगाम लगाई गई है मस्तिष्क की वर्तमान समझ से इसे मान्य किया गया है जब भी आप किसी घटना में होते हैं या आप किसी वस्तु को देखते हैं या आप किसी के व्यवहार को देखते हैं तो आप जो भी देखते हैं मस्तिष्क को इस तरह से तार तार कर दिया जाता है कि ग्रंथि अमिग्डाला में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा होती है और संग्रहीत भी होती है इसका मतलब है कि जब आपके चेतन भागीदारी के बिना मस्तिष्क कुछ होता है तो यह एक नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रिया को संलग्न करेगा और इसे संग्रहीत करता है इसका मतलब है कि हर बार एक समान घटना होने पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया भी हमारे चेतन क्षेत्र में आती है और यही कारण है कि अफेक्टिव डोमेन का इतना प्रभावी प्रभाव होता है अफेक्टिव व्यवहार भावनाओं की अलग अलग डिग्री के साथ होते हैं और अलग अलग दृष्टिकोण या परिहार पूर्वाभास को दर्शाते हैं इसका मतलब है कि इन भावनाओं को क्या करना है अगर यह दृष्टिकोण के रूप में दर्शाता है मैं भाग लेने के लिए तैयार हूं जबकि परिहार का मतलब है कि मैं उस विशेष से बचने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए इसका एक बड़ा असर उस तरीके पर पड़ता है जिस पर हम कक्षा में उन चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं जो प्रस्तुत की जाती हैं और यह सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का संचय कैसे होता है पर्यावरण के साथ बातचीत करने में एक व्यक्ति का अतीत का अनुभव क्योंकि जन्म के समय से ही सही एक व्यक्ति पर्यावरण के साथ बातचीत कर रहा है और क्या यह उस बिंदु पर सकारात्मक या नकारात्मक है या नहीं यह पता चलता रहता है और यही प्रतिक्रिया की प्रकृति और गुंजाइश को तय करता है आप किसी भी बिंदु पर यह सब पूर्ववत नहीं कर सकते इसलिए आपको अपने सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ काम करना होगा या उनके आसपास काम करना होगा और अफेक्टिव डोमेन भावनाओं दृष्टिकोण प्रशंसा आनंद लेने संरक्षण सम्मान और समर्थन जैसे मूल्यों से संबंधित है हम देखेंगे कि भावना एक प्रमुख भूमिका निभाती है वास्तव में ये चारों आपस में अनन्य नहीं हैं एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे पर निर्भर हो सकता है जागरूकता रुचि ध्यान चिंता और जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए अफेक्टिव व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है यदि आप सकारात्मक अफेक्टिव व्यवहार करते हैं तो सबसे पहले उसी के प्रति जागरूकता आती है इसका मतलब है कि जब कुछ प्रस्तुत किया जाता है तो आप पहली बार कुछ रुचि को सुनेंगे और दिखाएंगे अधिक ध्यान दें और कभी कभी चिंता करें और कभी कभी आप एक जिम्मेदारी लेते हैं तो इसके द्वारा अफेक्टिव व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है और यह दूसरों के साथ बातचीत में सुनने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता से भी प्रदर्शित होता है और फिर उन व्यवहार विशेषताओं या मूल्यों को प्रदर्शित करने की क्षमता जो किसी दिए गए स्थिति के लिए उपयुक्त हैं और अध्ययन के क्षेत्र को शब्दों से पहचाना जाता है जैसे आप शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे नापसंद दृष्टिकोण मूल्य विश्वास भावना रुचि प्रशंसा और लक्षण वर्णन यदि आप छात्र के स्तर पर भी देखते हैं तो हम इन शब्दों का उपयोग करते रहते हैं उदाहरण के लिए यदि आप इंजीनियरिंग या किसी अन्य स्थान पर कोई विषय लेते हैं तो अच्छे या बुरे विषय जैसा कुछ नहीं होता है एक विषय एक विषय है लेकिन हम कहते हैं कि हम किसी विषय को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं या हम भी महसूस करते हैं हम उस विषय के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं जिसका अनुभूति से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एक अर्थ में सभी विषय महत्वपूर्ण हैं वे प्रासंगिक हैं इसलिए हम पर्यावरण के साथ बातचीत के हमारे पिछले इतिहास के आधार पर विकसित होते हैं हम शब्द का उपयोग करके अपनी अफेक्टिव प्रतिक्रियाएं विकसित करते हैं हमने कितनी बार कहा होगा कि मुझे यह विषय पसंद नहीं है या मुझे ऐसे और ऐसे विषय पसंद हैं हम सभी ऐसा करते हैं और यह एक प्रतिक्रिया है अब वहाँ हैं अफेक्टिव डोमेन के कई वर्गीकरण हैं पहले लोगों में से एक को 60 के दशक की शुरुआत में क्रथोव्हेल के समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये प्राप्त प्रतिक्रिया मूल्य व्यवस्थित और विशेषता हैं मोटे तौर पर जब कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो आप प्राप्त करने के मूड में हैं आप उस स्तर पर उदासीन नहीं हैं कि कई बार जब हम किसी विषय पर किसी व्याख्यान में सुनते हैं जिस पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं तो हम उस सूचना को हमारे पास आने नहीं देते हैं हमें वह जानकारी प्राप्त नहीं है हम सिर्फ अपने आप को ब्लॉक करते हैं और फिर अगला चरण है अगर हम इसे पसंद करते हैं तो हम इसका जवाब देना शुरू करते हैं यदि कोई सवाल है अगर कोई ऐसी चीज है जो पूछी जाती है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और फिर कुछ प्रतिक्रियाओं के बाद आप उस में कुछ मूल्य देखते हैं आप एक मान देते हैं इसका मतलब है कि आप इस पर विचार करना दिलचस्प है या आप और इतने पर प्रासंगिक हैं लेकिन तब यह मान क्या होता है यदि आप आगे बढ़ते हैं कि आप व्यवस्थित करते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए इसकी प्रासंगिकता को युक्तिसंगत बनाते हैं इस अर्थ में आप इस नए मूल्यों को अपने मौजूदा मूल्य प्रणाली में एकीकृत करना शुरू करेंगे और आप अपने पहले के मूल्यों को युक्तिसंगत और संबंधित करना शुरू करेंगे और अगले उच्च स्तर पर यह इतनी अच्छी तरह से आप में एकीकृत है कि आप नए मूल्य संरचना द्वारा कार्य करने और लिंक करने के लिए तैयार हैं मोटे तौर पर यह वह है जिसे आप अफेक्टिव डोमेन का वर्गीकरण कहते हैं लेकिन पियर्स और ग्रे द्वारा थोड़ा अधिक विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था और ये छह चरण एक बार फिर से लगभग एक ही हैं जैसे क्रथोव्हेल के वर्गीकरण और यहां पहला चरण विचार कर रहा है और इसे दो उप प्रक्रियाओं में लगाया गया है जो एमोटिंव इम्प्लांटिंग और प्रतिक्रिया सेटिंग हैं ये दोनों पूरी तरह से आंतरिक हैं और वे किसी भी अफेक्टिव व्यवहार में तुरंत परिणाम नहीं देते हैं इसका मतलब है कि एमोटिंव इम्प्लांटिंग का मतलब है कि जो भी संवेदी जानकारी है जो आया है उसे अफेक्टिव रूप से प्रत्यारोपित किया गया है कभी कभी हम यह भी अनुभव नहीं करते हैं कि आप सीधे तौर पर उदासीन हैं कुछ ऐसे शब्द लिखें जिन्हें आप सुनते हैं आप कह सकते हैं कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है और फिर आप अपनी प्रतिक्रियाएँ बंद कर देते हैं तो पहली बात यह है कि एमोटिंव इम्प्लांटिंग है और फिर आप सेट कर रहे हैं खुद को उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है तब तुम प्रतिक्रिया करते हो प्रतिक्रिया का मतलब है कि अब आप भावुक हैं इसका मतलब है कि आप भावना व्यक्त कर सकते हैं और फिर उस भावना को पहचान सकते हैं यह वह जगह है जहां अफेक्टिव होने के बाद यह पहचानना वह है जहां कुछ कॉग्निटिव गतिविधि इसके साथ जुड़ी हुई है एक बार जब आप पहचानना शुरू करते हैं और तब आप उस भावना को नियंत्रित करते हैं फिर दूसरा चरण जो आपको सबसे पहले विकसित करने की पुष्टि करता है वह आप में आंतरिक नहीं है आपको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है लेकिन जो आपने प्राप्त किया है उसके आधार पर आप एक कृत्रिम रवैया विकसित करते हैं हां यह महत्वपूर्ण हो सकता है मुझे इसे इस तरह से देखने दें फिर पुनरावृत्ति के बाद जब आप महत्वपूर्ण मानते हैं अब आप इसे थोड़ा और गंभीरता से लेते हैं इसे सुसंगत रवैया माना जाता है हर बार जब आप इसी तरह की घटना का सामना करते हैं तो आप इसके बजाय एक ही रवैया व्यक्त करते हैं यह अभी भी स्वाभाविक नहीं है फिर उसके बाद कुछ इस तरह से सामना करना कि आपने लगातार रवैया दिखाया है तो आप तर्कसंगत होना शुरू करते हैं इसका मतलब है कि अब आप खुद को समझा रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए आप अगले उच्च स्तर की कॉग्निटिव गतिविधि को युक्तिसंगत बनाते हैं फिर आप क्या करते हैं आप मान्य करते हैं आप मूल्यों की जांच करते हैं और फिर मूल्यों को स्वीकार करते हैं इन दोनों में उनके साथ जुड़ी अधिक कॉग्निटिव गतिविधियां हैं और फिर जांच की गई और स्वीकार किया गया कि अब आप न्यायाधीश हैं उदाहरण के लिए मुझे यह क्यों स्वीकार करना चाहिए और इसे अपना हिस्सा बनाना चाहिए आप मेरी मानसिकता को क्या कहते हैं यह मानने के लिए है कि आप पहले कुछ क्राइटेरिया स्थापित करते हैं और फिर अंत में न्याय करते हैं निर्णय के बाद तो यह आप इसे अपने रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं उसके बाद अगला चरण है अफेक्टिव क्रिएट इसका मतलब यह है कि अब नए मूल्य हमारे मौजूदा मूल्यों के साथ एकीकृत हो रहे हैं अब जिस तरह से आप एकीकृत करते हैं वह आपको पूरी तरह से अलग मानसिकता में ले जा सकता है यहां आप उच्चतम स्तर को प्रेरणात्मक अंतर्दृष्टि कह रहे हैं यही कारण है कि पियर्स और ग्रे अफेक्टिव डोमेन में उदाहरण के लिए उच्चतम पहलू कहते हैं उच्चतम अफेक्टिव स्तर बनाया जाता है तो यहाँ यह अफेक्टिव क्रिएट है आप चीजों को देखने का एक नया तरीका बना रहे हैं अब एक वही वर्गीकरण अफेक्टिव डोमेन को भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुसार एक अलग तरीके से भी देखा जा सकता है जो अब पिछले 20 25 वर्षों से काफी स्वीकृत हो गया है और किसी की भावनाओं को जानने जैसे सरल शब्दों में डाल रहा है इसे ही हमने पहले का अनुभव कहा और प्रतिक्रिया दी आप कह सकते हैं कि ये दोनों गतिविधियाँ किसी की अपनी भावनाओं को जान रही हैं किसी की भावनाओं को जानना आपको भावनाओं को प्रबंधित करना होगा उदाहरण के लिए यह एक बुनियादी कौशल है जो प्रत्येक मनुष्य को उच्च शिक्षा के संबंध में जरूरी नहीं है हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में यह है यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आपके अफेक्टिव व्यवहार में बहुत सुधार होगा व्यक्ति अपनी भावनाओं को जान रहा है इसका मतलब है कि किसी को अपने आप को या खुद को स्वीकार करना होगा कि मैं वर्तमान में दुखी या नाराज या कुछ अन्य भावनाएं महसूस कर रहा हूं पहले मुझे खुद को स्वीकार करना होगा कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं लेकिन अगर मुझे इसकी जानकारी नहीं है अगर मैं अपनी भावना भी नहीं जानता तो मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं या गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं है इसके बाद भावना का प्रबंधन होता है सबसे आम भावनाओं में से एक है जो हर किसी का अनुभव क्रोध है और आप क्रोध का प्रबंधन कैसे करते हैं पहली चीजों में से एक यह है कि हर समय उसी तरह क्रोध पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए हर बार स्थिति के आधार पर आपके पास जो विकल्प हैं और यदि आप स्थिति के नियंत्रण में हैं तो व्यायाम करने में सक्षम होना चाहिए क्या होता है यदि आप हर समय हर बार जब आप क्रोधित होते हैं तो आप उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे आप पूर्वानुमानित हो जाते हैं और यदि आप पूर्वानुमानित हैं तो लोग आपके आस पास के लोग आपका शोषण कर सकते हैं इसलिए भावनाओं को प्रबंधित करना जिसे आप बुद्धिमानी कह सकते हैं वह आपको जीवन के सभी पहलुओं में बहुत मदद करेगा चाहे वह परिवार के सदस्यों के साथ हो या दोस्तों के साथ या उस पेशे में जो आपके पास है अगला चरण स्वयं को प्रेरित करना और बाद में दूसरों में भावनाओं को पहचानना है वह अगले स्तर की क्षमता है क्या मैं दूसरों में भावनाओं को पहचान सकता हूं और फिर अगर मैं दूसरों में भावनाओं को पहचानने में सक्षम हूं तो मैं अन्य लोगों के साथ संबंधों को बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं तो यह आप में से कुछ हैं जो इस आयाम में रुचि रखते हैं आप भावनात्मक बुद्धि पर प्रसिद्ध पुस्तक को देख सकते हैं कुछ क्रिया क्रियाएं जैसे कि हम अफेक्टिव डोमेन के लिए कॉग्निटिव स्तर में कार्य क्रिया हैं ये कुछ शब्द हैं लेकिन आप इसे और जोड़ सकते हैं स्वीकार प्रयास चुनौती बचाव विवाद शामिल हों न्यायाधीश प्रशंसा प्रश्न शेयर समर्थन स्वयंसेवक आदि और आप देख सकते हैं कि उनमें से कुछ कॉग्निटिव श्रेणियों की तरह लग सकते हैं क्योंकि कार्य क्रियाओं के संबंध में हम यह कहते हुए बहुत सटीक नहीं हो सकते हैं कि इस तरह की और कार्य क्रिया केवल इस अफेक्टिव उपश्रेणी या इस कॉग्निटिव उपश्रेणी और इतने पर ही होगी अब साइकोमोटर डोमेन इसमें मोटर कौशल क्षेत्रों के भौतिक चाल समन्वय और उपयोग शामिल हैं हम विशेष रूप से प्राथमिक स्कूल की उम्र में या यहां तक कि पूर्वस्कूली उम्र में शामिल हैं प्रमुख चीजों में से एक बच्चों को मोटर कौशल में प्रशिक्षित करना होगा और कौशल के विकास के लिए स्पष्ट रूप से अभ्यास की आवश्यकता होती है यहां तक कि चलना सीखने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है खड़े रहने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है दौड़ने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है इसलिए कौशल को निष्पादन में गति सटीकता दूरी प्रक्रियाओं या तकनीकों के संदर्भ में मापा जाता है लेकिन अभी जिस तरह से हम अपने इंजीनियरिंग कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं बहुत कम संख्या में ऐसे पाठ्यक्रम हैं जहां साइकोमोटर गतिविधियों की भूमिका केंद्रीय या महत्वपूर्ण हो जाती है यही कारण है कि हम इंजीनियरिंग के छात्रों को कौशल विकसित करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं हमें अपने खराद को ठीक से चलाने के लिए कहें सटीक घटकों को मोड़ना आवश्यक है और न ही जबकि हमें पता होना चाहिए कि कैसे ठीक से मिलाप करना है लेकिन हम गति और परिशुद्धता प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करते हैं जो बहुत अच्छी तरह से करते हैं सही है तो इस हद तक साइकोमोटर गतिविधियों की भूमिका वर्तमान में पेश किए गए इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में सीमित है लेकिन ये गतिविधियाँ महत्वपूर्ण और यहां तक कि थिएटर में कार्यक्रमों में भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि किसी को अभिनय करना पड़ता है इसलिए आपको चेहरे के भावों से लेकर बॉडी मूवमेंट तक की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए संगीत पेंटिंग खेल चिकित्सा नर्सिंग दंत चिकित्सा आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं आदि इन सभी में साइकोमोटर गतिविधियों का बहुत प्रमुख हिस्सा है अब सिम्पसन ने पहली बार सिम्पसन के समूह को प्रस्तावित किया जो साइकोमोटर डोमेन के वर्गीकरण को प्रस्तावित करता था उनमे सात उपश्रेणियाँ दीं धारणा सेट निर्देशित प्रतिक्रिया तंत्र जटिल ओवरट प्रतिक्रिया अनुकूलन उत्पत्ति हम इससे नहीं गुजरेंगे हम फिर से साइकोमोटर डोमेन के पियर्स ग्रे टैक्सोनॉमी से गुज़रेंगे और जैसा कि आप देखेंगे कि यह कुछ हद तक पियर्स और ग्रे डोमेन के समान है पहली बात सेंसरी ट्रांसमिशन फिजियो फंक्शनल मेंटेनेंस है फिर भौतिक आउटपुट को सक्रिय करना अगर कोई हमें दिखाता है कि टेबल टेनिस या टेनिस खेल में बल्ला पकड़ना है तो सबसे पहले आपको उस स्थिति में बल्ले को पकड़ने में सक्षम होना चाहिए फिर मिमिक्री करें कोई दिखाता है कि एक गेंद को कैसे मारा जाए वह इसमें अलग अलग मूवमेंट को दिखाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि गेंद कैसे आ रही है तो आप उस कार्रवाई की नकल करते हैं फिर उस अभ्यास के बाद आप जानबूझकर उस मॉडल को अपने मूवमेंट को मॉडल करते हैं तब तुम अमल करते हो आप जिस तरह से आपको बताए जाते हैं उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं आपको प्रशिक्षित किया जाता है और फिर आप एक खेल खेलना शुरू करते हैं यह परिचालन निष्पादन है और फिर आपके निष्पादन के कौशल को बढ़ाना शुरू कर देता है फिर आप मनउवर करते हैं यह है कि आप अपने स्वयं के कौशल का निरीक्षण करें और अपने कौशल का चयन करें और फिर आप कुछ प्रदर्शन क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं और फिर आप अपने स्वयं के प्रदर्शन का न्याय करते हैं आप अपने स्वयं के प्रदर्शन का न्याय करने में सक्षम हैं फिर क्या होता है साइकोमोटर बनाने का मतलब है कि आप अपने आप को अलग अलग कौशलों के संयोजन से विकसित करते हैं जिससे आपको ऐसी प्रदर्शन अंतर्दृष्टि मिलती है कि आप पूरी तरह से अलग तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अभिनेताओं को यह कहने देंगे कि वे किसी दिए गए हालात में जिस तरह से अपनापन करते हैं उनका अपना कुछ अनोखा है एक ही भावना हमें एक क्रोध या दुख या खुशी कहती है कि प्रत्येक अच्छा अभिनेता कुछ अलग तरीके से और कुछ ऐसा करेगा जो लोग अभी भी पसंद करेंगे तो यह वह जगह है जहाँ आप साइकोमोटर बनाने के रूप में कह सकते हैं साइकोमोटर डोमेन की कुछ सरल क्रिया झुकना पकड़ना संभालना संचालित करना पहुंचना आराम करना छोटा करना खींचना लिखना अलग करना व्यक्त करना कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करना आदि और हम केवल साइकोमोटर डोमेन को बहुत संक्षेप में देख रहे हैं क्योंकि हमारी बाद की इकाइयों में हम कार्य क्रियाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे क्योंकि हम उन पाठ्यक्रमों से नहीं निपट रहे हैं जहां साइकोमोटर व्यवहार महत्वपूर्ण होने लगता है ठीक है संक्षेप में कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर गतिविधियों को कड़ाई से बोलना एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है जैसा कि हमने वर्गीकरण 1 में देखा है यह पहले की इकाई है हमने दिखाया कि सभी तीन गतिविधियों को उच्चतम स्तर पर एकीकृत किया जा सकता है उन गतिविधियों में से कोई भी लें जो हमने एक शीर्ष श्रेणी के संगीतकार की तरह दिखाया है या एक डांसर के पास सभी तीन डोमेन होंगे उनके पास तीनों डोमेन में गतिविधियाँ होंगी और एक और टिप्पणी जो हम करना चाहते हैं उच्च स्तर की अफेक्टिव और साइकोमोटर गतिविधियों में अधिक से अधिक कॉग्निटिव गतिविधियाँ शामिल हैं उच्च स्तर की अफेक्टिव गतिविधियाँ शुद्ध अफेक्टिव गतिविधियाँ नहीं हैं वे कॉग्निटिव निर्णय लेने वाली जानकारी के कॉग्निटिव प्रसंस्करण को शामिल करते हैं और इसी तरह तो उच्च स्तर की अफेक्टिव और साइकोमोटर गतिविधियों में अधिक से अधिक कॉग्निटिव प्रक्रियाएं शामिल होंगी अब निर्देश को इन निर्भरताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है विशेष रूप से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में कॉग्निटिव गतिविधियों में अफेक्टिव तत्वों को एकीकृत करने के लिए यह अभी भी एक कला है अच्छे शिक्षक इसे सहजता से कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप किस तरह से उत्तेजित होते हैं या लोगों को अपने छात्रों पर ध्यान देने के लिए बनाते हैं हो सकता है कि आप एक छोटी सी कहानी बनाना चाहते हैं या आप कुछ अधिनियमित करते हैं या आप एक वीडियो दिखाते हैं जो रुचि पैदा करता है और उस का ध्यान आकर्षित करता है यह ध्यान आकर्षित करना एक सक्रिय गतिविधि है और अच्छे शिक्षक वास्तव में करने का अपना तरीका पाते हैं वे एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं हो सकता है कि उन्हें इन डोमेन के बारे में पता न हो या नहीं लेकिन सहज रूप से वे इस गतिविधि को अफेक्टिव डोमेन में करते दिखते हैं अब हम इस पर एक नज़र डालते हैं सभी तीनों डोमेन को ग्राफ़िकल रूप से उस उपकरण का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है कॉन्सेप्ट मैप लर्निंग में कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन सहित डोमेन हैं और पूरा होने के लिए हम स्पिरिचुअल डोमेन को शामिल करेंगे और कॉग्निटिव डोमेन अब तक हमारे सभी व्याख्यानों के माध्यम से हमने देखा है कि प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया गया है क्रिएट इवैल्यूएट एनालाइज अप्लाई अंडरस्टैंड और रिमेम्बर रिमेम्बर निम्नतम स्तर है और इसी तरह कॉग्निटिव डोमेन में ज्ञान श्रेणियाँ हैं इनमें फैक्चुअल नॉलेज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्रोसीजरल नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज शामिल हैं और इन चार के बाहर इंजीनियरिंग के लिए विशिष्ट कुछ श्रेणियां हैं उनमें फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स और डिजाइन इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ शामिल हैं अफेक्टिव डोमेन में आने की प्रमुख श्रेणियां हैं जहां हमने पियर्स और ग्रे द्वारा दिए गए सभी छह को यहां शामिल किया है और भावनात्मक खुफिया को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से संबोधित किया गया है जिसमें इन पांचों को जानने से लेकर संबंधों को संभालने तक की भावनाएं हैं और साइकोमोटर डोमेन में फिर से श्रेणियां हैं जैसा कि ग्रे और पियर्स द्वारा इन छह स्तरों को दिया गया है संयोग से पियर्स और ग्रे ने कॉग्निटिव डोमेन को छह श्रेणियों के रूप में देखना पसंद किया इसलिए वह तीनों डोमेन को छह के रूप में रखना चाहता है ठीक है ऐसा लगता है कि वे प्रभावित हो रहे हैं लेकिन वे ज्ञान श्रेणियों को सीधे संबोधित नहीं करते हैं वे केवल प्रक्रिया भाग हैं ये छह प्रत्येक में हैं और प्रत्येक में उप प्रक्रियाएं हैं यहां तक कि इन और कई उप प्रक्रियाओं सहित और एक स्पिरिचुअल डोमेन पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से काफी विवादास्पद है और प्रत्येक को इसे देखने का अपना तरीका होगा स्पिरिचुअल डोमेन पहचान और अखंडता की विशेषता है हम इसे उस पर छोड़ देंगे और आप इसका अन्वेषण करेंगे कि वास्तव में इसका क्या अर्थ होगा और अब इसके लिए असाइनमेंट जिन पाठ्यक्रमों से आप परिचित हैं उनमें से प्रत्येक छह में से प्रत्येक एक से कम से कम एक उदाहरण दें जिस भी कोर्स से आप परिचित हैं क्या आप थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर के लिए आप एक उदाहरण दे सकते हैं किस तरह से आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कर सकते हैं उसी तरह से उन पाठ्यक्रमों से छह साइकोमोटर स्तरों में से प्रत्येक से कम से कम एक उदाहरण दें जिनसे आप परिचित हैं उन्हें एक ही पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है लेकिन कुछ भी जो आप से परिचित हैं यदि आप छह डोमेन में से प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देने में सक्षम हैं तो अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन संभवत आपको इन दोनों डोमेन की बुनियादी समझ मिल जाएगी अगली यूनिट 15 वीं यूनिट में टैक्सोनॉमी का अंतिम पहलू हम आउटकम असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन्स के बीच संरेखण की उपलब्धि में टैक्सोनॉमी टेबल की प्रकृति और महत्व को समझते हैं तो हम आपके सामने एक तालिका प्रस्तुत करते हैं जो आपके लेखन के परिणामों डिजाइनिंग असेसमेंट और प्लानिंग इंस्ट्रक्शन्स को लिखने की आपकी योजना को बहुत सुविधाजनक बना सकती है तो यह हमारी अगली इकाई का फोकस होगा